ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन I पार्ट 7 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

और यह एक और 15 मिमी है और यह एक और 15 मिमी है जो हमारे पास है इस तरह का निर्माण है जो हम बनाने जा रहे हैं आइए इसे क्रमानुसार देखते हैं l सबसे पहले हमें व्यूज़ को निर्धारित करना होता है l सबसे ज्यादा डाइमेंशंस इस दिशा में दिखाई देते हैंl इसलिए इसको चुन लेते हैं इसको फ्रंट व्यू की दिशा के लिए चुन लेते हैं और यह टॉप व्यू की दिशा होगी और यह वाली दिशा साइड व्यू के लिए होगी l इन व्यू को अलग अलग प्लेंस पर प्रोजेक्ट करते हैं l यह प्रथम क्वाड्रेंट के प्रोजेक्शन प्लेंस में हो सकता है l इसलिए सरफेस की बैकसाइड अपारदर्शी होगी l तो यदि मैं इस संपूर्ण भाग को इस प्लेन पर फ्रंट व्यू के लिए प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं तो हम क्या देख रहे हैं इस मैजेंटा भाग को स्टेप्स के रूप में देखते हैं l इसलिए इस मैजेंटा भाग को हम उस अपारदर्शी प्लेन पर स्टेप्स के रूप में देखेंगे क्योंकि हम इन सतहों को नहीं देख सकते हैंशेष सतह जो हम देख सकते हैं वह इस भाग के साथ यह बैंगनी वाली है इसलिए इस मामले के लिए हम क्या देखते हैं हम इस स्टेप्स को देखेंगे l तो यह बैंगनी और इस बैंगनी से मेल खाता है और यह मैजेंटा और यह मैजेंटा भाग व्यू से मेल खाता है आइए अब हम टॉप व्यू को देखते हैं l इस टॉप व्यू की दिशा से यह बॉटम अपारदर्शी प्लेन हैl इसलिए जब हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं यह L आकार वाली यहां L आकार के अनुसार प्रोजेक्ट किया जाता है l यह भाग यहां दिखाई देगा यह स्टेप यहां पर एक आयत की तरह दिखाई देगा और यह स्टेप दूसरे आयत की तरह दिखता है l इसी प्रकार से यदि हम साइड व्यू के लिए देख रहे हैं l यह साइड व्यू की दिशा हैहम इस L आकार को मुख्य रूप से देख रहे हैं और यह L आकार यह होगा

सबसे पहले वह बनाने के लिए हमें यह निर्धारित करना होगा कि कौन सी दिशा में सबसे ज्यादा डाइमेंशन और सबसे कम छुपी हुई रेखाएं मिलेंगी उसको हम इस दिशा में फ्रंट व्यू के रूप में चुन लेते हैं l यह फ्रंट व्यू की दिशा है l जब हम कल्पना कर रहे हैं कि हम इस पूरी प्लेट को देखने की स्थिति में होंगे तो यह लाइन उस रेखा पर मैप करती है और इस पूरे हिस्से को हम देखेंगे और यह रेखा है उस पर मैप करती हैं l यह रेखाएं भी उस पर मैप करती हैं और इसी प्रकार से l यदि हम फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो यह इसके जैसा दिखाई देना चाहिए l यहां एक त्रिभुजाकार भाग है और यहां कुछ ऐसा आना चाहिए और वहां बॉटम पर कुछ छुपी हुई तरह की चीज है यह एक निश्चित ऊंचाई तक जा रही है यहां एक स्लॉट है l तो हमारे पास इस तरह की चीज है l यदि हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यह संपूर्ण चीज इसके समानांतर जाती है l हम इस आयत को देख रहे हैं l तो शायद यह पूरा आयत हम देखेंगे कि बीच में एक रेखा जैसा कुछ है